इस 17 वें व्याख्यान में आपका स्वागत है यहां हम 2 बहुत महत्वपूर्ण माइक्रोवेव उपकरण के स्कैटरिंग के मापदंड को देखेंगे एक है युग्मक दूसरा मैजिक टी अब युग्मक का क्या महत्व है यदि आप एक भाग से दूसरे भाग में शक्ति युगल करना चाहते हैं तो हम युग्मक का उपयोग करेंगे लेकिन इसके अन्य उपयोग भी हैं वह हम इसके अंतिम भाग में करेंगे मूल रूप से आधुनिक माइक्रोवेव माप जो नेटवर्क विश्लेषक पर निर्भर करता है वहां यह युग्मक बहुत ही मौलिक उपकरण है जैसे मैजिक टी है यह मैजिक क्यों है हम समझेंगे कि इसके बारे में कुछ भी जादुई नहीं है यह अच्छी तरह से समझा जाता है लेकिन बात यह है कि मैजिक टी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है एक और बहुत ही महत्वपूर्ण आधुनिक दिन के माइक्रोवेव उपकरण में रडार है तो इसीलिए हमने इन 2 को चुना है कि नेटवर्क विश्लेषक जो कि माप उपकरण है रडार है जो आपके लिए एक उपयोगी उपकरण है जो किसी भी वस्तु का पता लगाने के लिए एक माइक्रोवेव सेंसर है इसलिए किसी भी वस्तु को आप रडार द्वारा बड़ी दूरी पर पता लगा सकते हैं जो कि मैं अभी भी नहीं देख सकता रडार देख सकता है तो यह उस रडार के मूलभूत भागों में से एक है तो इसीलिए हम युग्मक और मैजिक टी के स्कैटरिंग मापदंड आधारित विवरण देखेंगे अब पहले देखें कि सर्किट में हमें या तो शक्ति को विभाजित करने की आवश्यकता है मान लीजिए कि मेरे पास एक मुख्य बिजली रेखा है जिससे मैं बिजली का वितरण चाहता हूं जैसा कि आप अपने प्रतिदिन की गतिविधियों में देखते हैं कि कम आवृत्ति शक्ति विद्युत शक्ति जो विभिन्न शाखाओं में विभाजित हो जाती है इसी प्रकार उच्च आवृत्ति पर भी मैंने शक्ति का स्रोत माना है तब मैं शक्ति को वितरित करना चाहता हूं इसलिए इसे शक्ति विभाजन कहा जाता है इसी तरह अगर कई शक्तियां आ रही हैं तो मुझे कभी कभी शक्ति को संयोजित करने की आवश्यकता होती है तो शक्ति विभाजक या संयोजक जो भी चीज है इस उपकरण में आपको कम से कम 3 पोर्ट की आवश्यकता है इसलिए ये 2 पोर्ट उपकरण नहीं हैं जैसा कि हमने अब तक देखा है तो कम से कम 3 पोर्ट होंगे 4 शक्ति विभाजन आप देख सकते हैं कि आपको कम से कम एक पोर्ट की आवश्यकता होगी जहां इनपुट आएगा और जो अधिक नहीं पर कम से कम 2 में विभाजित हो जाएगा तो कम से कम 3 पोर्ट की आवश्यकता है तो शक्ति विभाजन के मामले में हम कहते हैं कि P1 यहाँ आ रहा है और फिर आउटपुट पोर्ट पर कुछ P2 और दूसरा P3 आ रहा है अब अगर यह एक हानिरहित है तो मुझे आवश्यकता होगी कि P2 धनात्मक P3 P1 के बराबर है जो यहां किया गया है लेकिन हमेशा यह विभाजन हानिरहित नहीं हो सकता है उस स्थिति में उपकरण के अंदर भी कुछ नुकसान होगा तो यह हानिरहित शक्ति विभाजन है इसी तरह शक्ति संयोजन के लिए हमें इनपुट पक्ष में 2 इनपुट 2 पोर्ट की आवश्यकता होती है और इससे हमें आउटपुट मिलेगा फिर से यह हानिरहित मामला है लेकिन यदि आपके पास यह नहीं है तो यह संबंध नहीं होगा यहां कुछ अतिरिक्त शक्ति भी होगी जो यहां खो गई है तो अब हम 3 पोर्ट माइक्रोवेव सर्किट देखेंगे अब जाहिर है हम चाहते हैं कि यह हमेशा हानिरहित शक्ति विभाजन या शक्ति संयोजन के लिए वांछित है इसलिए हम चाहते हैं कि माइक्रोवेव सर्किट हानिरहित हो ताकि उपकरण के अंदर कोई बिजली नुकसान न हो इसी प्रकार हम यह भी चाहते हैं कि पोर्ट पर प्रतिबाधा का मिलान किया जाए हमने प्रतिबाधा मिलान की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा की है अन्यथा बेमेल में शक्ति खो जाती है इसलिए हम चाहते हैं कि सभी पोर्ट पर यदि परावर्तन में बिजली की हानि से बचने के लिए उपकरण का मिलान किया जाना चाहिए तो यह भी आवश्यक है कि ये उपकरण यदि वे निष्क्रिय आइसोट्रोपिक सामग्री से बने हैं तो उनका वजन कम हो क्योंकि इन आधुनिक दिनों के कई अनुप्रयोग में इन माइक्रोवेव उपकरणों के लिए आपको माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी का पता होना चाहिए वे दिन ब दिन तो इसके लिए यह बेहतर है कि गैर आइसोट्रोपिक सामग्री जैसे फेराइट्स वगैरह उनका उपयोग नहीं किया जाता है यह निष्क्रिय आइसोट्रोपिक उपकरण है यदि यह है तो प्लानर तकनीक के लिए जाना बहुत आसान है इसलिए यदि आप गैर आइसोट्रोपिक सामग्री फेराइट जैसी गैर आइसोट्रोपिक सामग्री रखते हैं तो प्लानर तकनीक में जाने के लिए यह प्लानर तकनीक के लिए उत्तरदायी नहीं है इसलिए हम यह भी चाहते हैं कि उपकरण निष्क्रिय आइसोट्रोपिक होना चाहिए और यही कारण है कि उपकरण शब्दावली के संदर्भ में मांग है कि हम चाहते हैं कि यह एक पारस्परिक उपकरण होना चाहिए इसका मतलब है हम एक 3 पोर्ट माइक्रोवेव उपकरण से मांग करते हैं हमारी इच्छा सूची है कि यह हानिरहित होना चाहिए कि यह सभी पोर्ट से मिलान किया जाना चाहिए और यह पारस्परिक होना चाहिए अब दुर्भाग्य से गणितीय रूप से दिखाया जा सकता है मैं उस गणित में नहीं जा रहा हूं लेकिन दुर्भाग्य से यह संभव नहीं है यह असंभव है कि यह दिखाया जा सकता है कि आपके पास 3 पोर्ट माइक्रोवेव नेटवर्क से आपकी सभी 3 इच्छाएं नहीं हो सकती हैं आप उनमें से किसी को भी आराम कर सकते हैं जो आपको लगता है कि आप एक हानिरहित चीज़ को आराम कर सकते हैं तो आपके पास हानिपूर्ण उपकरण है इसका मतलब है कि आप रेसिस्टर्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं तब उपकरण के अंदर कुछ ज्यादा मात्रा में नुकसान होगा लेकिन इससे आपको शक्ति विभाजन या शक्ति संयोजन मिल सकता है इसके अलावा आपके पास कुछ बेमेल हो सकता है और उस मामले में आपके पास एक हानिरहित और पारस्परिक उपकरण हो सकता है इसी तरह आपके पास गैर पारस्परिक उपकरण भी हो सकते हैं लेकिन हानिरहित और मेल खाते हैं इसका एक उदाहरण सर्कुलेटर है जो किसी भी माइक्रोवेव प्रसारक उच्च शक्ति प्रसारक के मामले में भारी उपयोग किया जाता है और यदि प्राप्तकर्ता भी उसी स्थान पर होता है तो एक उदाहरण रडार या दूसरा उदाहरण एक उपग्रह प्रसारक और प्राप्तकर्ता है उस स्थिति में जब प्रसारक रडार के लिए शक्ति भेज रहा है तो मान लीजिए कि एक प्रसारक उच्च शक्ति भेज रहा है अब प्राप्तकर्ता वे आम तौर पर उस संकेत का पता लगा लेंगे जो परावर्तित होने वाली लंबी दूरी से आ रहा होगा तो यह एक कमजोर संकेत है यही कारण है कि प्राप्तकर्ता बहुत संवेदनशील हैं विभिन्न कमजोर संकेत वे पता लगा सकते हैं लेकिन जब प्रसारक उस प्रसारण को प्रेषित कर रहा है यदि प्राप्तकर्ता को वह शक्ति मिलती है तो प्राप्तकर्ता नष्ट हो जाएगा क्योंकि प्रसारक उच्च शक्ति भेज रहा है प्राप्तकर्ता बहुत कम बिजली का पता लगा रहा है अब उस समय आपको प्रसारक और प्राप्तकर्ता को अलग करना होगा कि आइसोलेटर आमतौर पर 3 पोर्ट होता है क्योंकि पोर्ट एक में प्रसारक लगा होता है दूसरे पोर्ट में प्राप्तकर्ता लगा होता है दूसरा उपकरण जिसके जरिए शक्ति जाती है या आती है जो एंटीना लगा होता है ताकि 3 पोर्ट में 2 पोर्ट के बीच प्रथककरण हो जाएं जब वह प्रसार कर रहा हो या उस उपकरण को प्राप्त कर रहा हो तो उसे सर्कुलेटर कहा जाता है यह आम तौर पर इस गैर आइसोट्रोपिक सामग्री से बना है जिसे फेराइट कहा जाता है लेकिन यह बहुत भारी है यही कारण है कि आजकल लोग यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कम वजन वाले चीजों को कैसे बनाया जाए लेकिन 3 पोर्ट में यह एक असंभवता है इसलिए पहले से ही सर्कुलेटर के लिए एक स्लाइड है कि यह 3 पोर्ट है यह हानिरहित है सभी पोर्ट पर मेल खाता है फेराइट की तरह अनीसोट्रोपिक सामग्री से बना है लेकिन समस्या इसकी यह है यह बहुत भारी है तो पूरे प्रणाली का वजन बढ़ाता है इसलिए प्रतिरोधक विभाजन भी है क्योंकि मैंने कहा था कि उस स्थिति में आपको नुकसान हो रहा है लेकिन यह आइसोट्रोपिक सामग्री से बने सभी पोर्ट पर मेल खाएगा नुकसान यह है हमे उच्च प्रविष्टि नुकसान है 3 पोर्ट के बजाय अगर हमारे पास 4 पोर्ट है तो वह चीज दिखाएगा कि यह दिशात्मक युग्मक कहा जाता है इसमें 4 पोर्ट हैं यह हानिरहित है यह सभी पोर्ट पर मेल खाता है निष्क्रिय आइसोट्रोपिक सामग्रियों से बना है यह पारस्परिक है तो 3 पोर्ट के बजाय अगर हम स्पष्ट रूप से एक और पोर्ट खोलते हैं इसका मतलब है कि हम अधिक इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किटरी कर रहे हैं तो 4 पोर्ट लेकिन अगर हमारे पास 4 पोर्ट हैं तो हमारी इच्छा सूची पूरी हो गई है कि हमारे पास उन 3 गुण हैं जो हमने माइक्रोवेव नेटवर्क से मांगे हैं जो हानिरहित हैं सभी पोर्ट पर मेल खाते हैं कोई भी बेमेल नहीं हैं और पारस्परिक हैं सभी संतुष्ट हैं इसलिए यही कारण है कि दिशात्मक युग्मक या युग्मक बहुत अच्छे हैं कि वे तब से हैं जब वे हमारी सभी इच्छा सूची को संतुष्ट करते हैं जो उन्हें माइक्रोवेव सर्किट में भारी उपयोग किया जाता है यह एक है हमारी प्रयोगशाला में हमारे पास यह दिशात्मक युग्मक है यह तरंग गाइड आधारित दिशात्मक युग्मक है आपके पास प्लानर दिशात्मक युग्मक या समाक्षीय दिशात्मक युग्मक भी हो सकते हैं लेकिन इस चीज का उपयोग बहुत अधिक किया जाता है यदि आप किसी भी एंटीना को विकिरण करना चाहते हैं और आप यह पता लगाना चाहते हैं कि यह कितनी शक्ति भेज रहा है यह एक ऐसा उपकरण है जिसके बिना आप ऐसा नहीं कर सकते तो यह दिशात्मक युग्मक आप देखते हैं कि इसमें 4 पोर्ट हैं अब उसमें से आप यहाँ देख सकते हैं कि मुख्य शक्ति यहाँ पोर्ट 1 में जोड़ी गई है यह पोर्ट 2 है जिसमें से वह शक्ति जाती है तो यहाँ एक मुख्य रेखा है जो निम्न है आप देख रहे हैं कि 2 तरंग गाइड हैं एक ऊपर है दूसरा यहाँ है तो पोर्ट 1 और 2 मुख्य रेखा में है हम इसे मेन रेखा चीज या मेन तरंग गाइड कहते हैं यह एक सहायक रेखा है जिसका पोर्ट 3 आपके पास है अब वास्तव में पोर्ट 4 है लेकिन पोर्ट 4 आमतौर पर कई अनुप्रयोगों में यह उपयोगकर्ता के लिए दुर्गम है तो कभी कभी इसका उपयोग किया जाता है कभी कभी ऐसा नहीं होता है यह वास्तव में 3 पोर्ट दिशात्मक युग्मक है इसमें 4 पोर्ट है लेकिन हमें इसे पोर्ट नहीं कहना चाहिए क्योंकि जब तक और जब तक बाहरी लोग उस पोर्ट के इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग नहीं कर सकते तब तक आप इसे पोर्ट नहीं कह सकते लेकिन आपको यह दिखाने के लिए कि हमने इसे एक पोर्ट कहा है वास्तव में एक पोर्ट नहीं है क्योंकि कोई शक्ति बाहर नहीं आ सकती है या यहां से नहीं दी जा सकती है हालाँकि इस छोर पर बिजली आ रही है लेकिन यह बाहर सुलभ नहीं है इसीलिए यह एक पोर्ट नहीं है लेकिन आपको यह दिखाने के लिए कि आप इसे हटा सकते हैं और यदि आप इसे लगाते हैं तो आप इसे यहाँ एक पोर्ट बना सकते हैं अब आइए जानें कि इस दिशात्मक युग्मक का स्कैटरिंग मापदंड क्या है आप पहले देखें हमने कहा कि हम सभी पोर्ट पर मेल खाते हैं इसका मतलब है कि S11 S 22 S 33 S 44 वे 0 होने चाहिए क्योंकि मिलान का मतलब कोई बेमेल नहीं है पोर्ट पर कोई परावर्तन नहीं है इसलिए यही कारण है कि 4 पोर्ट में हमने 4 0 डाल दी है दूसरी जो हम अभी भी नहीं जानते हैं इसलिए सभी पोर्ट पर मेल खाने वाले एस मैट्रिक्स के 4 तत्व हमें देते हैं जो वे 0 पर जाते हैं इसके बाद हम जानते हैं कि दिशात्मक युग्मक पारस्परिक है पारस्परिक का मतलब है कि हमने पहले ही पाया है कि यदि नेटवर्क पारस्परिक है तो इसका एस मैट्रिक्स सममित होना चाहिए इसलिए हमने वह समरूपता ले ली है जिसे हमने लागू किया है इसका मतलब है यह मापदंड S 12 और S2 1 वे समान हैं अब हम उनका नाम S 12 रख सकते थे दोनों को हमने S2 1 लिया है क्योंकि इससे हमें बेहतर जानकारी मिलती है क्योंकि S2 1 का मतलब है कि जब शक्ति पोर्ट 1 को दिया जाता है तो यह कितना पोर्ट 2 में जा रहा है इसलिए S 12 के बजाय हमारे पास है S2 1ले लिया इसी तरह S 3 1 S31 S 3 2 S3 2 S 42 S 42 फिर S 41 S 41 S 3 4 is S34 है इसलिए यदि आप गिनते हैं कि आपके पास यहां 6 अज्ञात हैं तो सममित विशेषता प्राप्त करने के बाद आपके पास कितने अज्ञात हैं S21 एक अज्ञात है S31 एक अज्ञात है S4 1 एक अज्ञात है S3 2 एक अज्ञात है S 42 एक अज्ञात है और S34 एक अज्ञात है तो एस मैट्रिक्स में 6 अज्ञात हैं इसलिए दिशात्मक युग्मक के लिए हमने 2 गुणों का आह्वान किया है एक को सभी पोर्ट पर मिलान किया जाता है दूसरा सममित है जो हमें 16 तत्व मैट्रिक्स देता है 4 द्वारा 4 मैट्रिक्स का मतलब है कि 10 में से 16 तत्वों को हमने समाप्त कर दिया है तो यह अब 6 अज्ञात है हमें एक और विशेषता दिखती है कि दिशात्मक युग्मक हानिरहित है जो हमारे पास तीसरी इच्छा सूची है तो S एकात्मक होना चाहिए और हमें S मैट्रिक्स को और सरल बनाना चाहिए तो S एकात्मक का मतलब है कि हम एक स्तंभ को दूसरे स्तंभ के साथ संयुग्म कर सकते हैं जो 0 होगा ¿ ⋅ 0 अब यह चुनाव मनमाना है तो चलिए शुरू करते हैं उस स्तंभ 1 संयुग्म गुणा स्तंभ 2 क्षमा करें स्तंभ 1 संयुग्म गुणा स्तंभ 2 जो 0 होगा यह नहीं तो आप सही करते हैं कि एक अतिरिक्त संयुग्म आया है सही एक स्तंभ 1 होगा यह अतिरिक्त सितारा नहीं होगा कृपया इसे सही करें तो और ¿ ⋅ 0 स्तंभ 3 गुणा स्तंभ 3 सितारा का मतलब है स्तंभ 3 संयुग्म गुणा स्तंभ 4 0 है यही कारण है कि हमने इसे दिया है आप किसी भी अन्य विकल्प को ले सकते हैं जिसे हम केवल चित्रण करते हैं अब हमारे पास 2 समीकरण हैं अब आप देखते हैं कि अगर मैं इन समीकरणों को सरल बनाना चाहता हूं इसलिए ये पहले 2 शब्द यदि मैं इनको समाप्त करना चाहता हूं तो मुझे यह देखना होगा कि मुझे S 41 से पहले समीकरण को गुणा करना होगा और दूसरे समीकरण को S 32 से गुणा करना होगा और फिर घटाना होगा इसके द्वारा मुझे यह सूत्र मिलता है कि मैं बोल रहा हूं यह एक सूत्र है एकात्मक विशेषता का अर्थ है ऐसी विभिन्न स्थितियाँ होंगी विभिन्न स्तंभ सभी वहाँ अन्य स्तंभ के साथ अगर यह संयुग्म है तो यह 0 है अपने साथ साथ ही संयुग्मन आपको 1 देता है विभिन्न समीकरण बनेंगे यह पहला है पहले हमारे पास स्तंभ 2 है स्तंभ 1 के साथ अब ¿ ⋅ 0 ¿ ⋅ 0 स्तंभ 3 के साथ स्तंभ 1 स्तंभ 3 का स्तंभ 1 के साथ यह संयुग्म 0 और स्तंभ 2 का स्तंभ 4 के साथ यह संयुग्म 0 फिर से हमने दिखाया कि क्या करना है तो आपको यह सूत्र मिलता है कि हम समीकरण b कह रहे हैं फिर उन 2 सूत्रो जो हमें ए और बी मिले अगर आप ध्यान दें कि विभिन्न समाधान संभव हैं तो इसमें से हम एक समाधान ले रहे हैं कि S 41 और S 32 0 हैं S 41 और S 32 0 हैं S41 क्या है S41 का मतलब है कि मैंने इनपुट पोर्ट पर शक्ति दी है पोर्ट 4 से कितना बाहर आ रहा है तो यह 0 है इसका मतलब है अगर मैं पोर्ट 1 पर शक्ति देता हूं तो पोर्ट 4 से कोई शक्ति नहीं आएगी इसी तरह अगर मैं पोर्ट 2 पर शक्ति दूं तो तीसरे पोर्ट पर कोई शक्ति नहीं आएगी तो वे 0 के हैं तो अब हम इसे एस मापदंड में रखते हैं तो आप उन अज्ञात में से 2 को देखते हैं जिनके पास एकात्मक विशेषता है तो हम 4 काम्प्लेक्स अज्ञात के साथ शेष हैं लेकिन हमने एकात्मक विशेषता को समाप्त नहीं किया है जिसे हम आगे सरल बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन 6 अज्ञात में से कुछ एकात्मक गुणों का आह्वान से 4 अज्ञात हैं लेकिन याद रखें कि वास्तव में 4 काम्प्लेक्स संख्याएं हैं क्योंकि एस मापदंड काम्प्लेक्स संख्या हैं इसलिए मूल रूप से हमारे पास 8 अज्ञात हैं क्योंकि प्रत्येक काम्प्लेक्स संख्या का अर्थ है a jb a b दोनों वास्तविक हैं तो एक काम्प्लेक्स संख्या का मतलब 2 वास्तविक संख्या है इसलिए अगर मेरे पास 4 काम्प्लेक्स अज्ञात हैं तो मूल रूप से मुझे एस मैट्रिक्स को खोजने या निर्धारित करने के लिए 8 वास्तविक संख्याएं खोजने की आवश्यकता है इसलिए अब तक हम यहां हैं फिर हम आगे उन 2 विभिन्न स्तंभों को संदर्भित करते हैं संदर्भ समय 1926 वे अपने संयुग्म में से एक के रूप में संयुग्मित करते हैं जो 0 था अब एक और विशेषता स्व चीज़ है इसके द्वारा आप यहाँ से जो भी मैट्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं मैं कह सकता हूं इसके अलावा यह इस वर्ग धनात्मक इस वर्ग 1है यह परिमाण वर्ग धनात्मक यह परिमाण वर्ग 1 है इसलिए 4 ऐसे समीकरण जिनमें से हमने केवल 2 ही लिखे हैं और उन्होंने यह किया है कि ये 2 S 31 और S 42 कहते हैं बराबर होना चाहिए अब हम दूसरी विशेषता का आह्वान करते हैं इसका मतलब है तीसरी पंक्तियाँ जो हमें S2 1 S34 देती हैं वो हैं इसलिए इससे हम उस वस्तु के परिमाण के बारे में दिशादिशात्मकता देखते हैं तो एक काम्प्लेक्स संख्या को a jb रूप के बजाय जिसे आयताकार रूप कहा जाता है इसे परिमाण चरण के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है तो आप देखते हैं कि यहाँ मैंने कुछ कहा है तो अंत में यहाँ से हमें 6 वास्तविक अज्ञात मिले हैं वे क्या हैं कि S 3 1 S4 2 S 21 S 24आप यहाँ देखते हैं कि इस 4 काम्प्लेक्स अज्ञात में से जिसे हम हटा रहे हैं और अंत में 6 वास्तविक अज्ञात हैं 8 में से जो मैंने कहा था कि आपके पास अब 6 वास्तविक अज्ञात हैं जिन्हें आपको निर्धारित करने की आवश्यकता है अब यह आपकी पसंद है तो आम तौर पर यह विकल्प बनाया जाता है कि S 21 और S 34 वे हालांकि वे काम्प्लेक्स हैं हम संदर्भ लेते हैं कि वे उनके चरण हैं 0 इसलिए S 21 और S 34 आप देखते हैं कि S 21 का मतलब है कि मैंने पोर्ट 1 में शक्ति दी है इसे पोर्ट 2 पर ले जा रहा हूँ इसलिए कि हम अल्फा α के संदर्भ के रूप में ले रहे हैं अल्फा एक वास्तविक संख्या है S 34 का मतलब है कि मैं शक्ति 4 में दे रहा हूं पोर्ट 4 पर शक्ति 3 पर ले रहा है जो कि S 21 के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है क्योंकि S 21 को शक्ति पोर्ट 1 में दिया गया है S 34 को शक्ति पोर्ट 4 में दिया गया है इन 2 हमने अल्फा बना दिया है लेकिन S 31 मैं मनमाने ढंग से नहीं चुन सकता क्योंकि मैंने S 21 को अल्फा के रूप में लिया है तो S 31 का कुछ चरण होना चाहिए और S 31 भी S 21 से अलग है तो S 21 मैं परिमाण ले रहा हूं बीटा β एक वास्तविक मात्रा और चरण थीटा θ है वास्तविक कोण में एक और वास्तविक मात्रा है तो चरण और S42 बीटा होगा क्योंकि S 31 परिमाण और S42 परिमाण S 31 परिमाण और S42 परिमाण वे एक ही हैं इसीलिए हम दोनों को बीटा ले जा रहे हैं लेकिन यदि आप संदर्भ देते हैं तो उनका चरण अलग jφ है तो अब कितने अज्ञात शेष हैं अल्फा α बीटा β 2 वास्तविक अज्ञात और थीटा θ φ 2 वास्तविक चरण चीज तो 4 वास्तविक अज्ञात दिशात्मक युग्मक के किसी भी एस मापदंड को खोजने के लिए बने रहते हैं अब उसके लिए फिर से हम स्तंभ 2 की विशेषता का आह्वान करते हैं यह हमने अभी तक लागू नहीं किया है हमने 1 2 3 4 वगैरह स्तंभ 2 सितारा ¿ ⋅ 0 लिया है अगर हम इसे लागू करते हैं तो 2 चरणों θ φ के बीच एक संबंध प्राप्त करें यह पता चला है कि θ φ स्वतंत्र नहीं हैं उनकी राशि π होनी चाहिए अब यहाँ से 2 विकल्प हैं एक को सममित युग्मक कहा जाता है और दूसरे को असममित युग्मक कहा जाता है सममित युग्मक में यह समीकरण θ φ π होता है जो हल किया जाता है तो दोनों को एक ही चरण के रूप में लिया जाता है थीटा θ और फाइ φ दोनों को इस चरण का आधा हिस्सा लिया जाता है θ φ π 2 जिसे सममित युग्मक कहा जाता है अगर हम असममित युग्मक लेते हैं θ 0 φ π तो यह एक दिशात्मक युग्मक बन जाता है आप देखते हैं कि हमने जो कुछ भी कहा है दिशात्मक युग्मकों में यह स्कैटरिंग मैट्रिक्स होना चाहिए जिसे आप 4 अज्ञात अल्फा α बीटा θ थीटा θ फाइ φ देखते हैं अब यह सममित हो सकता है असममित हो सकता है अब यह दिशात्मक युग्मक का प्रतीक है दिशात्मक युग्मक इनपुट दिया जाता है आप देखते हैं कि इनपुट 2 पोर्ट पर जाता है जो कुछ भी पोर्ट 1 में दिया जाता है वह 2 पोर्ट पर जाता है यह 3 पोर्ट पर भी जाता है यहां हम आपको दिखाते हैं कि यह स्तंभ आपको दिखाता है कि पोर्ट 1 में क्या दिया गया है पोर्ट 1 कुछ दिया गया है पोर्ट 1 पर कुछ भी नहीं निकल रहा है क्योंकि इसका मिलान होता है कुछ शक्ति पोर्ट 2 में जाती है कुछ पोर्ट 3 में जाती है कुछ भी पोर्ट 4 में नहीं जाती है यही कारण है कि किसी भी दिशात्मक युग्मक के पोर्ट 4 को पृथक पोर्ट कहा जाता है भले ही आप पोर्ट 1 में शक्ति देते हों पोर्ट 2 और 3 में शक्ति देते हों लेकिन पोर्ट 4 में शक्ति नहीं मिलती इसी तरह अगर हम पोर्ट 2 देते हैं तो क्या होगा पोर्ट 2 पर शक्ति आप देखें कि इस पोर्ट से कुछ भी नहीं निकल रहा है शक्ति 1 पोर्ट में जाती है शक्ति 4 पोर्ट में जाती है पोर्ट 3 में कुछ भी नहीं आ रहा है इसलिए यदि आप पोर्ट 2 में शक्ति देते हैं तो पोर्ट 3 एक पृथक पोर्ट है इसी तरह अगर आप पोर्ट 3 पर शक्ति देते हैं तो पोर्ट 2 एक पृथक पोर्ट है अन्य पोर्ट्स को कुछ मिलता है पोर्ट 4 को अगर आप शक्ति देते हैं तो 1 को पृथक पोर्ट है लेकिन पोर्ट का नामकरण पोर्ट 1 के संदर्भ में है क्योंकि आपको मानकीकरण करना होगा इसलिए नामकरण वास्तव में हम पोर्ट 1 पर शक्ति देते हैं यही कारण है कि पोर्ट 4 को पृथक पोर्ट कहा जाता है यदि आप नेटवर्क विश्लेषक में दिशात्मक युग्मक आरेख में याद करते हैं तो यह दूसरा पोर्ट मुख्य रेखा है तो इसे थ्रू पोर्ट 2 कहा जाता है और इस तीसरे पोर्ट को युग्मित पोर्ट कहा जाता है इसीलिए इसे युग्मक नाम दिया गया है तो आप प्रतीक में देखते हैं हम यह भी कहते हैं कि यह युग्मित पोर्ट है यह थ्रू पोर्ट है इसके अलावा यह नेटवर्क विश्लेषक है दिशात्मक युग्मक का आरेख है कि यह प्रतीक भी कभी कभी उपयोग किया जाता है जो आप पोर्ट 1 पर दे रहे हैं आप देखें पोर्ट 2 यह जा रहा है लेकिन मुख्य बात यह है कि यह युग्मित हो रहा है इसका मतलब है युग्मन का मतलब है मेरे पास एक रेखा थी तरंग गाइड या प्रसारण रेखा अब एक और रेखा यहां है मैं स्पष्ट रूप से शक्ति दे रहा हूं शक्ति यहां जाएगी लेकिन यह युग्मित शक्ति नहीं है क्योंकि यह थ्रू शक्ति है क्योंकि यह मुख्य रेखा है जो उस शक्ति को लेने के लिए है लेकिन जो शक्ति अगर कुछ यहाँ जाती है तो उसे युग्मित शक्ति कहा जाता है आप कह सकते हैं कि यह कैसे अच्छा है यहां कोई विकिरण तंत्र नहीं है वास्तव में 2 लाइनें वे एक दूसरे के ऊपर रखी जाती हैं और कुछ चुनिंदा अच्छी तरह से चुनी गई जगहों पर कुछ छेद होते हैं जिससे बिजली आती है यह युग्मन यहाँ दिखाया गया है वह 3 से युग्मित हो रहा है इसी तरह यदि आप 2 पर शक्ति देते हैं तो यह 4 पर युग्मित हो रहा है अब आप कह सकते हैं कि मैं क्यों 2 को शक्ति दूंगा जो मैं पोर्ट 1 में दे रहा हूं यह सच है लेकिन यह शक्ति 2 पर जा रही है और फिर यदि कोई मिलान नहीं है तो अंदर देखें क्योंकि हमारे पास पोर्ट हैं संदर्भ समय2841 लेकिन कभी कभी अगर लोड वगैरह वे कुछ अन्य चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं हैं क्योंकि इस पोर्ट तक हम डिज़ाइन कर चुके हैं लेकिन उसके बाद कभी कभी अगर मिलान लोडर के बजाय कुछ या कुछ और अगर वे कुछ और लोड होते हैं तो यह वापस आ जाएगा अब यह पोर्ट 4 पर जाएगा जो डिस्टर्ब नहीं करेगा और पोर्ट 3 वगैरह की तरह अन्य पोर्ट पर आ जाएगा तो ये दिशात्मक युग्मक उन्हें 4 मात्राओं की विशेषता देते हैं 2 यहां हैं युग्मन यह है कि पोर्ट 1 पर आप जो भी शक्ति दे रहे हैं उसमें से कितनी शक्ति पोर्ट 3 पर कितनी जा रही है इसकी परिभाषा 10 log P1 P3 है जिसे आप देखते हैं कि यह P3 P 1 नहीं है क्योंकि तब लॉग ऋणात्मक होगा लेकिन युग्मक हम कहना चाहते हैं कि 10 dB युग्मक का अर्थ है कि मैं जो भी शक्ति दे रहा हूं उसका दसवां हिस्सा युग्मित पोर्ट से गुजर रहा है जिसे हम 10 log P1 P3 के रूप में लिखते हैं और S 31 के संदर्भ में आप इसे लिख सकते हैं हमने S 31 को बीटा β चुना है इसीलिए मैंने इसे लिखा है इसी तरह एक और मात्रा है दिशात्मकता दिशात्मकता का अर्थ है कि एक ही बात कि आगे की दिशा में मैं शक्ति को 3 पोर्ट पर युगल करने की कोशिश कर रहा हूं आप इस आरेख को देखें आगे की दिशा में मैं अपने पोर्ट 1 शक्ति को पोर्ट 3 में युगल करने की कोशिश कर रहा हूं अगर शक्ति बेमेल है तो यह पोर्ट 2 से आएगा यह पोर्ट 4 में आएगा अब मैं यह खोजना चाहता हूं कि यह होना चाहिए जो भी युग्मक मैं यहां बना रहा हूं और यह कम होना चाहिए क्योंकि यहां तक कि अगर कोई बेमेल है जो वांछनीय नहीं है इसलिए यही कारण है कि शारीरिक रूप से यह दिशात्मकता है कि 3 से कितनी शक्ति 4 में विभाजित हो रही है इसलिए आदर्श रूप से यह बहुत अधिक होना चाहिए एस मापदंडों के संदर्भ में मैंने लिखा है कि कि वे S 3 1 और S41 और S 3 1 पर निर्भर हैं यह बीटा वगैरह है S41 को हमने यहां 0 मान लिया है आप देखते हैं S41 0 है लेकिन वास्तविक जीवन में S410 नहीं है यही कारण है कि S41 को मापने की आवश्यकता है और दिशात्मकता खोजने के लिए आपको यह जानने की आवश्यकता है इसके अलावा एक और बात है अलगाव जैसा कि मैंने कहा कि आपका अलगाव कितना अच्छा है इसका मतलब है कि S4 1 हालांकि हम 0 कह रहे हैं लेकिन वास्तविक जीवन में यह 0 नहीं है यह अलगाव है और जिसे आपको मापने की आवश्यकता है इसी तरह सम्मिलन हानि जो हम कह रहे हैं कि यहां कोई शक्ति नहीं है लेकिन सम्मिलन हानि का अर्थ है कि हम जिस दिशात्मक युग्मक को हानिरहित मान रहे हैं लेकिन बात यह है कि जब हम P1 दे रहे हैं तो कुछ शक्ति अन्य पोर्ट पर जा रही है पूरी शक्ति मुझे P2 में नहीं मिल रही है क्योंकि हम युग्मित पोर्ट हैं इसलिए कुछ शक्ति जो हम जानबूझकर कर रहे हैं यह नुकसान नहीं है लेकिन आप कह सकते हैं कि अगर अग्रिम रेखा प्रसारण वहां चल रहा है तो मुझे कितनी शक्ति नहीं मिल रही है इसलिए आप कभी कभी देखते हैं कि एक विकिरण में हम विकिरण हानि हुए कहते हैं हालांकि वहाँ कुछ भी नुकसान नहीं है इसी तरह यहाँ प्रविष्टि नुकसान भी नुकसान नहीं है लेकिन एक परिवहन उपकरण के रूप में मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है क्योंकि कुछ शक्ति मैं जानबूझकर युग्मन कर रहा हूं तो एक विचार प्राप्त करने के लिए कि मुझे कितना नहीं मिल रहा है मैं युग्मन और माप वगैरह के लिए कितना उपयोग कर रहा हूं जिसे सम्मिलन हानि कहा जाता है यह परिभाषा है और आप ऐसा कर सकते हैं कि उनके बीच अंतर्संबंध है I D C लेकिन संबंध डीबी में है आप आसानी से कर सकते हैं अब दिशात्मकता युग्मकों को आगे और पीछे की तरंगों को अलग करने की क्षमता को मापती है जैसा कि मैंने कहा कि यदि आप इस चित्र में वापस जाते हैं जो आप इस दूसरे में देखते हैं तो यह दिखा रहा है कि दिशात्मकता का अर्थ है कि मैं यहाँ कितना जा रहा हूँ और यहाँ कितना अब यह आयातित तरंग है आयातित तरंग 3 पोर्ट पर जा रही है और जो कुछ भी 2 पोर्ट पर परावर्तित होता है वह यहां पोर्ट 4 के रूप में आ रहा है और वे अलग हो रहे हैं अब तक हमने इस बिंदु का उल्लेख नहीं किया है लेकिन अब आप देखते हैं कि वास्तव में किसी भी तरंग गाइड में कुछ आयातित शक्ति और कुछ परावर्तित शक्ति होती है लेकिन इस 4 पोर्ट उपकरण के साथ मैं उन्हें अलग कर सकता हूं क्योंकि मुख्य रेखा में वे यहां जो भी आयातित कर रहे हैं वह यहां बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वे अलग थलग हैं तो परावर्तित तरंग से यहाँ नहीं आ रही है आयातित यहाँ आ रही है आयातित यहाँ नहीं आ रही है इसलिए पोर्ट 4 में कोई आयातित तरंग नहीं है अब आप देखते हैं कि पोर्ट 4 में केवल परावर्तित तरंग होती है और पोर्ट 3 में केवल आयातित तरंग होती है जिसमें कोई परावर्तित तरंग नहीं होती है इसलिए 3 और 4 वे आयातित को और परावर्तित तरंग को अलग कर रहे हैं वे बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं क्योंकि हालांकि पूरी बात कुल है लेकिन वास्तव में 3 और 4 में हम अलग अलग आयातित और परावर्तित तरंग प्राप्त कर रहे हैं तो इसे अलग करने की इस क्षमता को दिशात्मकता कहा जाता है आदर्श दिशात्मक युग्मक अब यह आपके द्वारा देखा जाने वाला उपकरण है यह दिशात्मक युग्मक है आप देखते हैं मैंने देखा है कि युग्मित पोर्ट शक्ति को मापा जा रहा है आप देख सकते हैं कि सेंसर जुड़ा हुआ है इस तरफ से बिजली दी जा रही है शक्ति पोर्ट 1 में दी गई है 4 पोर्ट प्रयोगशाला में हम इसका उपयोग नहीं करते हैं लेकिन वास्तविक जीवन में दिशात्मक युग्मक पोर्ट का भी उपयोग किया जाता है नेटवर्क विश्लेषक के अंदर विभिन्न दिशात्मक युग्मक होते हैं जो वे पोर्ट 4 का उपयोग करते हैं एक ही बात यहाँ है विपरीत चीज़ यहाँ है युग्मित पोर्ट से मेल खाती है एक मिलान समाप्ति है और मैं यहां शक्ति भेज रहा हूं अब आयातित और परावर्तित तरंग का पृथक्करण जैसा कि मैंने कहा कि आयातित तरंग 3 पोर्ट पर जाती है इसे पोर्ट 2 से अलग किया जाता है परावर्तित तरंग पोर्ट 4 पर जाती है यह पोर्ट 1 की आयातित से अलग हो जाती है और मेन रेखा में आयातित और परावर्तित तरंग पोर्ट 3 और 4 पर अलग हो जाती है यह नेटवर्क विश्लेषण का आधार है नेटवर्क विश्लेषक द्वारा स्कैटरिंग वाले माप का आधार है तो यही कारण है कि दिशात्मक युग्मक को समझना इतना महत्वपूर्ण है अब दिशात्मक युग्मक के एक विशेष रूप को हाइब्रिड युग्मक कहा जाता है जहां यह युग्मन गुणांक 3 डीबी है दिशात्मक गुणांक 3 डीबी का मतलब है जो भी बिजली मैं पोर्ट 1 पर फीड कर रहा हूं उसमें से आधी कपल पोर्ट में जा रही है यदि आप ऐसा करते हैं तो अल्फा और बीटा वे 1 √2 हो जाते हैं अब यह मैजिक टी जिसे हमने शुरू में उल्लेख किया था जिसे रैट रेस भी कहा जाता है यह मूल रूप से यह हाइब्रिड युग्मक है तो यह यह भी एक असममित दिशात्मक युग्मक है तो यदि थीटा θ 0 के बराबर है और फाइ φ π के बराबर है तो इसका एस मैट्रिक्स यही निकलता है आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि जो कुछ भी हम एक सामान्य दिशात्मक युग्मक के लिए छोड़ देते हैं यदि आप अल्फा बीटा और थीटा और फाइ के मान डालते हैं तो ये 4 अज्ञात हैं तो अगर आप इस विकल्प को बनाते हैं तो आपको इस तरह से दिशात्मक युग्मक मिलता है अब इस की सुंदरता क्या है आप देखते हैं कि अगर मैं पोर्ट 1 पर संकेत लागू करता हूं इसका मतलब है कि इस पंक्ति को देखें तो क्या होता है वह संकेत पोर्ट 2 और 3 के बीच विभाजित हो जाता है उनका चरण भी समान होता है तो हमारे पास 2 और 3 पोर्ट के बीच इन 2 समान चरण संकेत में समान रूप से विभाजित होने के कारण 4 पोर्ट अलग थलग है इसी तरह अगर पोर्ट 4 पर संकेत लगाया जाता है तो इस 4 वें स्तंभ को देखें संकेत दो 2 और 3 पोर्ट के बीच समान रूप से विभाजित है लेकिन उनका विपरीत चरण है और कोई भी संकेत पोर्ट 1 में नहीं जा रहा है इसलिए पोर्ट 1 को अलग किया जाता है इसका मतलब है कि मैं इसे शक्ति विभाजन के रूप में उपयोग कर सकता हूं यदि मैं पोर्ट 1 या पोर्ट 4 पर संकेत देता हूं दोनों मामलों में समान शक्ति 2 पोर्ट में मिल रही है तो यह 2 पोर्ट में विभाजित हो रही है अब अपनी इच्छा के आधार पर यदि आप इसे पोर्ट 1 में देते हैं तो आप पा सकते हैं कि 2 dB विभाजित शक्तियाँ समान चरण पर हैं यदि आप पोर्ट 4 पर शक्ति देते हैं तो वे विपरीत चरण में हैं तो शक्ति विभाजन लेकिन 2 प्रकार के शक्ति विभाजन आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं आप इसे शक्ति संयोजन के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं आप समान स्कैटरिंग मैट्रिक्स को देखते हैं अब मैं पोर्ट 2 और 3 पर संकेत लागू करता हूं अब 2 का अर्थ यह है कि 3 इसका मतलब यह है इसलिए यह एक रैखिक सर्किट है आप सुपरइंपोज लगाते हैं कि इसका मतलब है अगर मैं 2 और 3 पर शक्ति देता हूं तो संकेत केवल पोर्ट 1 और पोर्ट 4 पर आ रहा है अब यह योग राशि है यह 2 है यह 0 है इसका मतलब है कि पोर्ट 1 पर जो भी शक्ति मैं दे रहा हूं 2 और 3 उनकी योग राशि मुझे मिल रही है और पोर्ट 4 पर मुझे 0 मिल रहा है यही कारण है कि आप देखते हैं कि मैं 2 और 3 पर इनपुट दे रहा हूं 1 पर मुझे योग मिल रहा है 4 पर मुझे अंतर मिल रहा है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रडार वगैरह में आप चाहते हैं कि कोण को ठीक से निर्धारित करने के लिए मुझे यह पता लगाना होगा कि मुझे जो भी संकेत मिल रहा है मुझे योग करने की आवश्यकता है और मुझे विभाजित करने की आवश्यकता है और अगर मैं इस राशि को विभाजित करता हूं और संकेत को विभाजित करता हूं हम सटीक कोण माप प्राप्त करते हैं जिसे मोनो पल्स तकनीक कहा जाता है जहां इस रैट रेस का उपयोग किया जाता है But in our case why it is called now magic you see this is the picture of a magic tee that I can use this port 4 device either as a power divider or as a power combiner लेकिन हमारे मामले में इसे अब मैजिक क्यों कहा जाता है आप देखें कि यह एक मैजिक टी की तस्वीर है जो मैं इस पोर्ट 4 उपकरण का उपयोग या तो शक्ति विभाजन के रूप में या शक्ति संयोजन के रूप में कर सकता हूं याद रखें कि हमने इस व्याख्यान को शुरू किया था कि हमें कभी कभी शक्ति विभाजन बनाने की आवश्यकता होती है कभी कभी शक्ति संयोजन बनाते हैं आमतौर पर वे अलग उपकरण होते हैं लेकिन रैट रेस एक उपकरण आपको एक शक्ति विभाजन या एक शक्ति संयोजन दे सकता है चाहे आपके पास एक योग शक्ति या शक्ति का अंतर हो चाहे आप बराबर चरण में बांट रहे हों या विपरीत चरण में बांट रहे हों यह तरंग गाइड संस्करण है एक दिशात्मक युग्मक के बाईं ओर यह 2 प्लेन है जो वास्तव में 2 ऑर्थोगोनल प्लेन में 2 टी जंक्शन है जो इसे चौथा पोर्ट बनाता है यह अंतर पोर्ट है यह योग पोर्ट है और यह मुख्य रेखा है तो आप देखते हैं कि यहां 2 सहायक लाइनें हैं इसी तरह यह उसी चीज का एक प्लानर संस्करण है यह एक रैट रेस की तरह है जो आप यहां शक्ति दे रहे हैं जो कि यहां आ रहा है वगैरह इसी कारण इसे रैट रेस कहा जाता है हमारी प्रयोगशाला में हमारे पास यह शक्ति तपिश है आप इन छात्रों को देखते हैं कि उन्होंने बरकरार रखा है क्योंकि अगर वे कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं तो कौन सा शक्ति पोर्ट है तो आप देखते हैं कि ये 2 हैं 2 और 3 पोर्ट यह एक 1 पोर्ट होगा और यह पोर्ट 4 है यह अंतर पोर्ट है यह योग पोर्ट है ये दोनों आपके 2 हैं इसलिए मुझे लगता है कि हमने देखा है बहुत ही महत्वपूर्ण 2 उपकरण रैट रेस या मैजिक टी और दिशात्मक युग्मक हैं वे एस मापदंड हैं तो एस मापदंड हमें यह समझने के लिए देता है कि इसके पीछे भौतिकी में क्या हो रहा है अब कुल चीज़ के संदर्भ में हम ऐसा नहीं कर सकते थे कुल वोल्टेज कुल धारा हमें वह चित्र नहीं देती है लेकिन एस मापदंड जो कि कैसे तरंग प्रवाहित होती है जो हमें उस काम्प्लेक्स चित्र को देती है